तो आज के व्याख्यान में 2 थेओरेम्स के बारे में चर्चा की जाएगी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम हैं तो आइए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ शुरू करें तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम मूल रूप से क्या कहती है यह रेसिप्रोसिटी थ्योरम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि यह सभी नेटवर्क के लिए नहीं है इसलिए जब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम से निपटते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हमें उन प्रतिबंधों को याद रखना होगा जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पर लगाए गए हैं क्योंकि यदि आप का पालन नहीं करते हैं तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का आप गलत तरीके से उपयोग करेंगे और हो सकता है कि सर्किट में गंभीर गलत परिणाम हो So in this lecture we will explain what do you mean by reciprocity theorem And we will also take 1 example to make the things clear Now let us see what do you mean by reciprocity theorem the theorem says that if an emf E emf is nothing but electro motive force तो इस व्याख्यान में हम आपको बताएंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का क्या अर्थ है और हम चीजों को स्पष्ट करने के लिए 1 उदाहरण भी लेंगे अब देखते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम द्वारा आप क्या मतलब रखते हैं थ्योरम कहता है कि यदि emf E emf कुछ भी नहीं है लेकिन रेसिप्रोसिटी नेटवर्क की 1 ब्रांच में इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स E द्वारा एक करंट उत्पन्न करता है जो कि I दूसरी ब्रांच में है तो यदि emf पहली से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया गया है यह पहली ब्रांच में उसी करंट का कारण होगा जहां emf को शॉर्ट सर्किट से बदल दिया गया है तो आइए इस परिभाषा को एक सर्किट के साथ समझते हैं मान लीजिए हमारे पास मूल रूप से एक सर्किट है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है जहां एक वोल्टेज सोर्स E नोड a और b के बीच मौजूद है और यह करंट I को रेजिस्टेंस में और नोड a और b के साथ प्रवाह करने का कारण बन रहा है इसलिए जब वोल्टेज सोर्स सक्रिय होता है तो सर्किट सक्रिय हो जाएगा करंट इस विशेष ब्रांच में प्रवाह होगा तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिकल करंट I है तो क्या रेसिप्रोसिटी थ्योरम यह कहता है कि यदि आप इस करंट और वोल्टेज सोर्स E के स्थानों का आदान प्रदान करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं तो सर्किट में अन्य मान नहीं बदलने वाले हैं इसका मतलब है कि हम E के मूल्य को बदल रहे हैं इसलिए आप कैसे प्रतिस्थापित करेंगे आप बस दोनों के स्थानों को बदल देंगे पैरामीटर 1 E है जो वोल्टेज सोर्स है और दूसरा इस विशेष ब्रांच में करंट प्रवाह है इसलिए यदि आप वोल्टेज सोर्स को करंट के स्थान पर रखते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वोल्टेज सोर्स की पोलेरिटी इस तरह से होगी कि यह सर्किट को उसी दिशा में पावर देगा जैसा कि करंट की पिछली दिशा थी इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो cd के बीच E की पोलेरिटी माइनस सबसे ऊपर है और प्लस सबसे नीचे है तो यह सुनिश्चित करेगा कि जो सोर्स से करंट प्रवाह हो रहा है वह उसी दिशा में होगा जैसे कि यह था कि मूल सर्किट भी सक्रिय था अब अगला वह है जब आप करंट को उस ब्रांच में रखेंगे जहां वोल्टेज सोर्स जुड़ा था तो आपको क्या करना है बस नोड्स a और b को शॉर्ट सर्किट करना है क्योंकि अब वोल्टेज सोर्स उपलब्ध नहीं है इसलिए यह शार्ट सर्किटेड होगा और एक ही करंट अन्य मापदंडों को समान रखते हुए ब्रांच में प्रवाहित होगी तो इसका मतलब है कि आप वोल्टेज सोर्स और करंट के स्थानों का आदान प्रदान कर सकते हैं अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सर्किट लीनियर हो और कोई भी टाइम वेरिंग एलिमेंट न हो अब दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम की व्याख्या तब की जा सकती है जब किसी भी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स और करंट के स्थानों को वोल्टेज के मैगनीटुड से परस्पर जोड़ा जाता है और सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट मात्रा की समान रहती है अब जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि वोल्टेज सोर्स की पोलेरिटी प्रत्येक स्थिति में ब्रांच करंट प्रवाह की दिशा के समान होनी चाहिए तो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम केवल एक सोर्स नेटवर्क पर लागू होता है इसलिए यदि कोई नेटवर्क है तो कई सोर्स जुड़े हुए हैं आप वहां पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह वह सीमा है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा अन्यथा हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का गलत तरीके से उपयोग करेंगे अब एक उदाहरण की मदद से इस पहलू को समझते हैं तो आप विशेष थ्योरम के बारे में स्पष्ट हैं आइए हम एक विशेष सर्किट देखते हैं जो इस चित्र में दिखाया गया है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स E है जो कि 45 वोल्ट है और करंट दे रहा है और जैसा कि आप सर्किट में देखेंगे 4 रेजिस्टेंस दिखाया गया है अब हमें यह साबित करना होगा कि यदि आप I और E के स्थानों का आदान प्रदान करते हैं तो करंट के मानों में परिवर्तन नहीं होगा इसलिए हम जो करेंगे वह पहले यह पता करेंगे कि इस विशेष व्यवस्था में I का क्या मूल्य होगा इसलिए हम पहले सर्किट के एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो सर्किट के एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस होगा इसलिए अब हमें सर्किट के कुल एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस के रूप में 15 ओम मिले हैं तो आप करंट के मूल्य का पता लगा सकते हैं तो करंट होगा अब आप करंट डिवीज़न नियम का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ करंट को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है तो इसमें बहने वाली करंट रेजिस्टेंस के योग से विभाजित रेजिस्टेंस का मूल्य होगा तो आप यहाँ देखेंगे अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे हम E और I के स्थानों को बदल देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा सर्किट को संशोधित किया जाएगा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है जहां आप आसानी से नीचे की दिशा देखेंगे तो माइनस साइन सबसे ऊपर है प्लस साइन नीचे की तरफ होगा और करंट इस दिशा में बह रहा होगा जो कि की दिशा पहले चित्र की तरह ही है और वह स्थान जहां वोल्टेज सोर्स जुड़ा था शॉर्ट सर्किट ेड किया गया है और हम मानते हैं कि करंट I जो पहले जैसा था वही सर्किट के शॉर्ट सर्किट लेग सेगमेंट में बह रहा है तो अब मुझे यह साबित करना होगा कि I फिर से 15 एम्पीयर होगा जब सर्किट को रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार संशोधित किया जाएगा तो अब फिर से अगर आप देखें कि एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस का मूल्य क्या होगा अब इस स्थिति में का क्या मान है जो सोर्स करंट है आपको वोल्टेज सोर्स का मान 45 मिला है और रेजिस्टेंस जो आपने इस साइट से सोर्स द्वारा देखा है जो सर्किट के एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस है इसलिए जब आप सोर्स करंट के मूल्य की गणना करते हैं तो यह 45 एम्पीयर हो जाता है अब करंट विभाजन नियम से आप फिर से पता लगा सकते हैं कि करंट I का मान क्या होगा इसलिए अब हम देख सकते हैं दोनों मामलों में करंट I एक ही है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इस विशेष सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम उचित है तो जो सर्किट संशोधित किया गया है और हम वोल्टेज सोर्स को इस तरह से रखते हैं कि यह उसी दिशा में वोल्टेज सोर्सेज से आने वाला करंट है और हम करंट सर्किट को शॉर्ट सर्किट करते हैं जहां वोल्टेज सोर्स जुड़ा था और हमने पाया I का मान वैसा ही है जैसा कि पिछले मामले में था तो यह उचित है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम इस विशेष मामले में लागू होता है अब हम एक और थ्योरम के बारे में बात करते हैं जिसे कंपनसेशन थ्योरम कहा जाता है नेटवर्क विश्लेषण में महत्वपूर्ण थेओरेम्स में से 1 कंपनसेशन थ्योरम भी है जो कि इसके अनुप्रयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की सेंसिटिविटी की गणना को खोजता है सेंसिटिविटी का मतलब है जब आप वोल्टेज के मूल्य को थोड़ा बदलते हैं तो कहें उस विशेष सेगमेंट में करंट कितना बदल जाएगा जहां आप सेंसिटिविटी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपको उस विशेष सर्किट एलिमेंट या उस विशेष सेगमेंट की सेंसिटिविटी का मूल्य देगा जिसमें विशेष रूप से आप अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कंपनसेशन थ्योरम का क्या मतलब है अब एक सर्किट में करंट परिवर्तन की गणना हो सकती है वोल्टेज सोर्स को एक सीरीज संयोजन द्वारा जोड़े गए रेजिस्टेंस को प्रतिस्थापित करके किया जाता है जो मूल करंट I ΔR और रेजिस्टेंस का एक संयोजन है जबकि एक ही समय में सर्किट में सभी सोर्सेज को उनके एक्विवैलेन्ट इम्पीडेन्सेस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है इसका क्या मतलब है मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है और नेटवर्क के 2 टर्मिनलों में लोड जुड़ा हुआ है जो लोड का मान है तो आप क्या कर सकते हैं आप पूरे सर्किट को एक थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent के रूप में बदल सकते हैं यही वह है जो हम चर्चा करते हैं जब हम थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem पर चर्चा करते हैं तो लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क को इसके थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है इसलिए यहां हमने थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent नेटवर्क के बराबर बनाया है अब मान लीजिए अगर ΔR द्वारा लोड के मूल्य में बदलाव होता है तो उस स्थिति में क्या होगा रेजिस्टेंस का अपडेटेड मूल्य होगा जो कि लोड करंट में बदलाव का कारण होगा तो अब पहले यह लोड करंट था यह बन गया है तो के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यदि आप केवल के प्रभाव को देखना चाहते हैं तो आप समान रूप से सर्किट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्योंकि हम जो नया वोल्टेज सोर्स देखते हैं वह करंट के प्रवाह की दिशा का विरोध करता है और का मान होगा जो के साथ सीरीज में जुड़ा होगा तो अब करंट प्रवाह का मान का मान होगा जो आप वोल्टेज सोर्स में देखेंगे जो होगा तो अब आप फिर से कंपनसेशन थ्योरम को करंटकी गणना करते देखते हैं इसलिए जब आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो आप आसानी से का मूल्य जान सकते हैं तो का मान होगा तो यह वह मूल्य होगा जिसे आप केवल अपडेटेड सर्किट की मदद से गणना कर सकते हैं इसलिए कंपनसेशन थ्योरम का उपयोग करके आप सीधे देख सकते हैं कि का प्रभाव क्या होगा रेजिस्टेंस में बदलाव के कारण और कंपनसेशन थ्योरम यही कहता है तो यह कहता है कि इस सर्किट में करंट परिवर्तनकी गणना अतिरिक्त रेजिस्टेंस को प्रतिस्थापित करके किया जा सकता है जो वोल्टेज सोर्स की सीरीज संयोजन द्वारा जोड़ा रेजिस्टेंस है तो यह एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस मूल रेजिस्टेंस बरकरार होगा तो अपडेटेड रेजिस्टेंस होगा जबकि एक ही समय में सर्किट में सभी सोर्सेज को उनके समान इम्पीडेन्सेस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो इसका मतलब है कि मूल थेवेनिन वोल्टेज हम शॉर्ट सर्किट के साथ बदल रहे हैं अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है तो सर्किट में सभी रेजिस्टेंस मूल्य रखते हुए इसे ओपन सर्किटेड किया जाएगा तो सर्किट के एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस मूल्य है तो इसे सर्किट में रखा गया है और इस व्यवस्था से आप आसानी से के मूल्य का पता लगा सकते हैं जो से तक रेजिस्टेंस परिवर्तन के मूल्य के कारण सर्किट में बह रहा है तो यह वही है जो कंपनसेशन थ्योरम कहता है अब हम अपनी समझ को समझने और उसे समझने की कोशिश करते हैं जो हमने अब तक चर्चा की है कंपनसेशन थ्योरम आपको वोल्टेज सोर्स का मूल्य देगा जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन जो हमने देखा है और देखने में ओरिएंटेशन इस प्रकार होगा कि यह मूल करंट का विरोध करेगा इसलिए वैकल्पिक रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क के रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स द्वारा उसी वोल्टेज से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप के रूप में होता है इसलिए यदि आप रेजिस्टेंस में परिवर्तन देखते हैं तो पर वोल्टेज ड्रॉप के अलावा और कुछ नहीं है तो यही कारण है कि इसे एक्विवैलेन्ट वोल्टेज सोर्स के साथ बदल दिया जाता है तो आइए अब हम यह समझने और जानने की कोशिश करें कि क्या अपडेटेड सर्किट जिसकी हमने अभी गणना की है वह दावे को सही ठहराता है या नहीं तो आइए मान लें कि लोड एक dc सोर्स नेटवर्क से जुड़ा हुआ है अर्थात हमारे यहां एक सोर्स है और लोड उसी से जुड़ा है इसलिए जब हम थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem पर चर्चा करते हैं हम चर्चा करते हैं कि इस विशेष सर्किट को थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में इसके एक्विवैलेन्ट वोल्टेज द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो इस सर्किट को एक्विवैलेन्ट सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और लोड टर्मिनल ab पर जुड़ा हुआ है अब यदि आप गणना कर रहे हैं कि का मान क्या होगा तो यह हमारे पास है और कुछ नहीं बल्कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है अब देखते हैं अगर हम से तक लोड रेजिस्टेंस के मान को बदलते हैं तो क्या होगा चूंकि बाकी सर्किट अपरिवर्तित रहता है इसलिए थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent नेटवर्क वैसा ही रहेगा जैसा कि अगली स्लाइड में दिखाया गया है तो अब क्या होता है सर्किट के अन्य पैरामीटर समान हैं इसलिए थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent में कोई परिवर्तन नहीं है थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent समान ही रहेगा एकमात्र परिवर्तन लोड रेजिस्टेंस में होगा जो अब है करंट में अपडेटेड लोड रेसिस्टेन्सेस के माध्यम से प्रवाह अब है तो क्या होगा का मूल्य अब क्या होगा अब हम कंपनसेशन थ्योरम लागू करते हैं और हम वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से बदल देते हैं और 1 दूसरा वोल्टेज सोर्स डालते हैं जो कि है इसलिए अब कंपनसेशन थ्योरम के अनुसार हमारा सर्किट इस तरह होगा जहां हम वोल्टेज सोर्स को शार्ट कर रहे हैं जो कि इस मामले में नेटवर्क में था यह था तो हमने वोल्टेज सोर्स को शार्ट सर्किटेड किया है अब हमने वोल्टेज सोर्स को के मान से जोड़ा है तो यहाँ मैग्नीट्यूड इस तरह होगा लेकिन चूंकि यह विपरीत दिशा में है इसलिए यह नेगेटिव हो जाएगा इसलिए जब हम देखेंगे कि हम आखिर किस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो अब हम मान लेते हैं कि का मूल्य परिवर्तन है तो अपडेटेड करंट का मान है जब जोड़ा गया था और मूल करंट है अब उपरोक्त समीकरण में और के मान को प्रतिस्थापित करते हुए हमें मिलता है अब हम सरल करते हैं इसलिए हम सिर्फ दोनों के डिनोमिनेटर को लेते हैं और उपयोग करते हैं आप इसे इस स्थान पर रखते हैं और इस विशेष स्थान पर रखते हैं और सरल करते हैं अब आप को क्या जानते हैं इसलिये इसलिए इसके साथ हमने गणना की कि के मूल्य में परिवर्तन होने पर का मूल्य क्या होगा तो यह आप इस सर्किट से सीधे देख सकते हैं और यह वह है जो हमने करंट परिवर्तन के मूल्य को लेते हुए निकाली है जो है इसलिए यह उचित है कि जब आप कंपनसेशन थ्योरम का पालन करते हैं तो आप सीधे वोल्टेज सोर्स को बदल सकते हैं सीधे वोल्टेज सोर्स को सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ रख सकते हैं जहां रेजिस्टेंस में परिवर्तन इस मामले में हुआ था यह ΔR था तो वोल्टेज सोर्स के लिए रखा गया मूल्य अपडेटेड रेजिस्टेंस में परिवर्तन मूल्य ΔR के द्वारा गुणा किए गए मूल करंट के बराबर होगा और उसी समय हमें नेटवर्क के अन्य सभी वोल्टेज सोर्सेज को भी रखना होगा जिसका अर्थ है कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते है जो सर्किट में हैं इसलिए डेरिवेशन में जाने के बिना आप बस सर्किट में परिवर्तन का उपयोग कर सकते हैं जो कि ΔR में परिवर्तन है और आप अपडेटेड वोल्टेज सोर्स से सीधे बदल सकते हैं और रेजिस्टेंस में परिवर्तन के कारण करंट में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि कंपनसेशन थ्योरम मूल रूप से संक्षेप में बता सकता है कि ब्रांच रेजिस्टेंस ब्रांच करंट परिवर्तन और एक आदर्श कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स के एक्विवैलेन्ट परिवर्तन जो मूल करंट और अन्य सभी का विरोध करने वाली ब्रांच के साथ सीरीज में है नेटवर्क में सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए अन्य सोर्सेज को केवल इंटरनल रेजिस्टेंस से बदल दिया जाता है तो यह आप उचित ठहरा सकते हैं कि कंपनसेशन थ्योरम को सीधे एक लीनियर सर्किट के लिए अपडेटेड वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में बदलकर रेजिस्टेंस के साथ लागू किया जा सकता है जहां Δ का परिवर्तन हो रहा है और मूल्य का पता लगाकर अपडेटेड सर्किट की मदद से सीधे करंट के मान में परिवर्तन करें इसलिए इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं इसलिए इस विशेष सत्र में हमने २ थेओरेम्स के बारे में चर्चा की इसलिए अगले सप्ताह में हम इस पाठ्यक्रम पर कुछ नए विषय के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हमारा मूल इलेक्ट्रिकल सर्किट है धन्यवाद